इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और हमारे व्याख्यान के लिए इस मॉड्यूल में हम फिल्टर देख रहे हैं इसलिए हमने बैंड को देखा है और हमने ऐसे फिल्टर देखे हैं जो एक बैंड को पास करेंगे और यह बैंड को फ़िल्टर करेगा इसलिए हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर देखा है लो पास के फिल्टर के लिए हमने निष्क्रिय फिल्टर देखे हैं और उसी तरह हमने हाई पास फ़िल्टर में सक्रिय फिल्टर देखे हैं अब हम लो पास और हाई पास संयोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बैंड फ़िल्टर कैसा है सही हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग करके डिज़ाइन कर सकते हैं हमें इसे देखते हैं तो हम दो प्रकार के फ़िल्टर देखेंगे एक है बैंड पास फिल्टर और दूसरा है बैंड रिजेक्ट फिल्टर और हम कुछ उदाहरणों के बारे में सोचेंगे तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम इस सर्किट के लिए निर्णय कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं और जो आप यहां देखते हैं वह एक बैंड पास फिल्टर है अब बैंड पास फिल्टर या उस बात के लिए किसी भी फिल्टर के सिद्धांत की विशेषता इसकी आवृत्तियों को अपेक्षाकृत पारित करने की क्षमता है तुलनात्मक रूप से अन अटिन्यूएटिड किसी भी विशिष्ट बैंड पर अन अटिन्यूएटिड या पास बैंड नामक आवृत्ति के प्रसार के लिए आवृत्ति के दूसरे बैंड को स्टॉप बैंड कहा जाता है हमने इसे देखा है जब आप एक निश्चित बैंड फ़्रीक्वेंसी के लिए फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं जिसे पास बैंड फ़्रीक्वेंसी कहा जाता है इंसीडेंट फ्रिकवेंसी कि हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें क्षीण किया जाए इसे स्टॉप बैंड फ्रिक्वेंसीकहा जाता है अब एक साधारण बैंड पास फिल्टर को आसानी से सिंगल हाई पास फिल्टर के साथ सिंगल लो पास फिल्टर को कैस्केडिंग करके बनाया जा सकता है यदि हम जानते हैं कि एक लो पास फिल्टर सर्किट कैसे होता है यदि आप जानते हैं कि हाई पास फिल्टर सर्किट कैसे है तो हाई पास फिल्टर के साथ लो पास फिल्टर को कैस्केडिंग करके हम एक बैंड पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं तो अगर ब्लॉक डायग्राम है तो यह ब्लॉक के शुरू में एक हाई पास फिल्टर है बैंड पास फिल्टर के लिए यह ब्लॉक डायग्रामठीक है यह हमारा बैंड पास फिल्टर है पहला ब्लॉक हाई पास फिल्टर है फिर हमें बढ़ना होगा तो लो पास फिल्टर है ठीक तो इस कैस्केडिंग के हाई पास और लो पास संयोजन के परिणामस्वरूप हमें एक बैंड पास फ़िल्टर मिलेगा इनपुट पीक से पीक यह एक शब्द आवृत्ति है हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है यह किस आवृत्ति पर गुजर सकता हैठीक तो लो पास फिल्टर की कटऑफ या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कटऑफ हाई पास फिल्टर की तुलना में अधिक है और माइनस 3 dB बिंदु पर आवृत्ति के बीच का अंतर हम बैंड पास फिल्टर के बैंड विड्थ का मान निकालेंगे लो फिल्टर की कटऑफ या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर की कटऑफ आवृत्ति और इस आवृत्ति के बीच के अंतर से अधिक है इसका मतलब है अगर मैं लो पास फिल्टर की कटऑफ आवृत्ति और हाई पास फिल्टर की कटऑफ आवृत्ति लिखता हूंसही तो इसके बीच का अंतर लिखें इसका मतलब है यह अंतर है कि बैंड है जिसे पारित करने की अनुमति दी जाएगी तो यह एक पास बैंड है और यह स्टॉप बैंड है यह भी स्टॉप बैंड है इस वाक्य का यही अर्थ है लो पास फिल्टर की कटऑफ फ्रीक्वेंसी या कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हाई पास फिल्टर की कटऑफ फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो अगर यह लो पास फिल्टर के लिए मेरी कटऑफ फ्रीक्वेंसी है तो यह मेरे पास फिल्टर की कटऑफ फ्रीक्वेंसी और उन दोनों के अंतर से से अधिक है सही यही अंतर है मेरी आवृत्तियों का बैंड जिसे मैं चाहता हूं और यह मेरा बैंड पास फिल्टर है एक साधारण बैंड पास फिल्टर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम हाई पास फिल्टर स्टेज का उपयोग कर सकते हैं हम लो पास फिल्टर स्टेज का उपयोग कर सकते हैं हम दोनों स्टेज को कैस्केड कर सकते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर र्और अवरोधक है यह हमारा हाई पास स्टेज है मैं कैपेसिटर के लिए एक सिग्नल लागू करता हूं और आपको पता है कि हाई पास फिल्टर कैसे काम करता है हाई पास फिल्टर का यह आउटपुट लो पास फिल्टर को दिया जाता है और इस प्रकार क्या होगा हाई पास फिल्टर में इस मामले में आपके पास आवृत्तियों का एक बैंड हो सकता है जो इस f L के ऊपर से गुजरेगा सही लो पास फिल्टर के मामले में आवृत्तियों का बैंड होगा जो इस आवृत्ति के नीचे से गुजरेगा इसका मतलब है कि यह ठीक एक बैंड है इसलिए अगर मैं दोनों का विलय करता हूं अगर मैं दोनों को कैसकेड करूं तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास मेरा बैंड पास फिल्टर है जिसमें व्यक्तिगत लो पास और हाई पास फिल्टर के एक साथ कैस्केडिंग है एक कम Q फैक्टर प्रकार फिल्टर सर्किट का उत्पादन करता है जिसमें एक विस्तृत पास बैंड होता है लो पास और हाई पास फिल्टर कैसे काम करता है यह जानने के बाद एक बार बैंड पास फिल्टर को समझना बहुत आसान है इसलिए हम इस प्रयोग को करेंगे जिसे हमसिमुलिंक भी कहेंगे हम एक सॉफ्टवेयर के साथ एक सिमुलेशन करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे सिमुलिंक का उपयोग करके सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं और हम कैसे इस बिंदु को इस प्लॉट बैंड पास फिल्टर के लिए प्राप्त कर सकते हैं यह हम प्रायोगिक हिस्से में करेंगे जब हम फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे कि हम बैंड पास फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि हम पुस्तकालय से स्रोत कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम कैसे संधारित्र का चयन कर सकते हैं हम संधारित्र के आस्थगित मूल्यों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम प्रतिरोधों को कैसे परिभाषित और तोड़ सकते हैं मैंने इन प्रतिरोधों को फिर से जोड़ा है हम कैसे इस संधारित्र को कनेक्ट कर सकते है कैसे हम लाइब्रेरी से ग्राउंड का चयन कर सकते हैं और किस बिंदु पर हम आउटपुट वोल्टेज को देखना चाहते हैं जब हम इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और हम एक पंद्रह वोल्ट की पीक टू पीक वोल्टेज लागू करते हैं तो f एक अचानक आवृत्ति है जिसे हमने चुना है और हमें यह समझना होगा कि आवृत्ति का बैंड क्या है जो दो पास है हम इसे देख पाएंगे हमने जो भी फ़्रीक्वेंसी चुनी है जो कि हमें मिल रही है 3dB तो यह इस तरह से झुकेगा कि पास हो सकता है और इसीलिए बैंड को पास नहीं किया जाता है इस प्रकार यह एक बैंड पास फिल्टर है तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं आसानी से बैंड पास फिल्टर को बनाने के लिए जिसमें दो किलो हर्ट्ज की लोअर कटऑफ फ्रीक्वेंसी और बीटा प्रतिरोध का मान 10 किलो हर्ट्ज हाई कटऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज और 5 पिको फराड के कैपेसिटर वैल्यू को शामिल किया गया है तो fL दिया जाता है उसे सही FH दिया जाता हैसही देखें FL दिया गया है fH दिया गया है यह आपका fL है यह आपका fH हैसही अब आपको R दिया गया है यहाँ पर एक प्रतिरोधक है हमें c दिया गया है जो कि यहाँ है सही तो हम जानते हैं कि f बराबर है इसके बाद हमें एक और समस्या करने दें आइए हम एक और समस्या का समाधान करते हैं एक बैंड पास फ़िल्टर शो को डिज़ाइन करते हैं चीजों को लगाने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके fo 2 किलो हर्ट्ज के बराबर होता है कुछ लोग कहते हैं fc कुछ कहते हैं FL fH कुछ कहते हैं fo सही बात है इसके बारे में चिंता न करें और कभी भी इस तरह के शब्दों के साथ भ्रमित न हों तो हमारे पास f o 2 किलो हर्ट्ज क्वालिटी फैक्टर 20c 1 microfarad इस मामले में सेंट्रल फ्रीक्वेंसी fo के बराबर होती है तो fo क्या है अब एक बार हमने देखा है कि बैंड पास फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है आइए देखते हैं कि बैंड स्टॉप फ़िल्टर कैसे हो सकता है कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है सही हैं तो आप यहां देखते हैं कि यदि आप प्लॉट देखते हैं तो आप जो देखते हैं वह यह है यह बैंड है जो शीर्ष बैंड है यह पास बैंड है तो यह आदर्श है वास्तविक में आपको इस तरह का कुछ मिलेगा

यह बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए रिस्पांस प्लॉट है इसका मतलब है एक आवृत्ति जिसे हमें आवृत्ति के बैंड की आवश्यकता नहीं है हमें आवश्यकता है कि हम प्रेशर एम्पलीफायर का उपयोग करके फ़िल्टर को डिज़ाइन करके इसे रोक सकते हैं आंकड़ा बैंड स्टॉप फिल्टर की आदर्श आवृत्ति प्रतिक्रिया दिखाता है एक बैंड स्टॉप फिल्टर के साथ लो पास और हाई पास फिल्टर के संयोजन से बनता है तो बैंड स्टॉप फिल्टर को फिर से डिजाइन किया जा सकता है या लो पास और हाई पास फिल्टर का उपयोग करके बनाया जा सकता है बैंड पास फिल्टर के मामले में यह हाई पास था और बैंड स्टॉप में लो पास और हाई पास जो आप देखते हैं कैस्केडिंग कनेक्शन के बजाय एक समानांतर कनेक्शन के साथ तो बैंड पास फिल्टर के मामले में हम लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर कैस्केडिंग कर रहे थे बैंड स्टॉप फिल्टर के मामले में हम लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को जोड़ रहे हैं लेकिन समानांतर कनेक्शन में ठीक है तो आपको याद है कि जब आप एक बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर या बैंड स्टॉप फ़िल्टर को डिज़ाइन करते हैं तो आपको एक समानांतर कनेक्शन में लो पास और हाई पास कनेक्ट करना होगा नाम ही इंगित करता है कि यह आवृत्तियों के एक बैंड को रोक देगा क्योंकि यह आवृत्तियों को समाप्त कर देता है इसे बैंड एलिमिनेशन फ़िल्टर या बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर या आपके द्वारा देखा जाने वाला नॉइस फ़िल्टर भी कहा जाता है इसलिए इसमें बहुत सारे नाम हैं जो नाम हैं जो हम लिखते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर बैंड रिजेक्ट फिल्टर बैंड एलिमिनेशन फिल्टर जिसे नॉच फिल्टर भी कहा जाता है आप चार अलग अलग नाम देख सकते हैं बैंड रिजेक्ट फिल्टर केबैंड स्टॉप बैंड रिजेक्ट बैंड एलिमिनेशन बैंड नॉच फिल्टर ठीक तो कोई भी समीकरण आपकी परीक्षा में आता है या कोई भी समीकरण आपके साक्षात्कार में आता है तो आप जवाब दे सकते हैं कि हां हम सभी इस फिल्टर को जानते हैं क्योंकि यह सभी फिल्टर एक ही फिल्टर है जो कि मेरा बैंड रिजेक्ट फिल्टर है तो इसे कई नामों से पुकारा जाता है इसे कई नामों से पुकारा जाता है जो कि opamps को समझने में बहुत आसान है और यह एप्लीकेशन है कि नहीं तो बैंड स्टॉप फिल्टर लो पास और हाई पास के संयोजन से बनता है एक समानांतर कनेक्शन में सही दूसरा है यह आवृत्तियों के बैंड को रोक देगा इसे बैंड रिजेक्ट नॉच या बैंड एलिमिनेशन भी कहा जाता है हम जानते हैं कि हाई पास और लो पास फिल्टर बैंड के विपरीत पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर में दो कटऑफ आवृत्तियाँ हैं यहाँ 1 देखें यहाँ 2 देखेंबैंड पास फ़िल्टर के समान हमारे पास 1 है और हमारे पास 2 है और यह स्टॉप बैंड था यह पास बैंड था सही है आपको PBS SPSP लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको स्टॉप बैंड लिखना होगा आपको पास बैंड लिखना होगा आपको गेन लिखना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अक्ष पर क्या लिखते हैं यहां तक कि आप जानते हैं कि यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा ग्राफ का प्लॉट करते समय आपके द्वारा बताई गई आवृत्तियां अभी भी हैं आपकी y अक्ष क्या है आपका X अक्ष क्या है इसके लिए आपको फुल फॉर्म पास बैंड लिखना होगा आपको फुल फॉर्म स्टॉप बैंड लिखना होगाओके इसलिए जब भी आप परीक्षा में या अपनी कक्षा में या अपने साक्षात्कार में दिखाते हैं अगर यह पूछा जाए तो कृपया सब कुछ सही ढंग से करें अब इसमें दो कटऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जब हमारे पास बैंड पास और बैंड रिजेक्ट फिल्टर है आप आवृत्ति की एक सीमा से ऊपर और नीचे से गुजरेंगे जिनकी कटऑफ आवृत्तियों को सर्किट डिजाइन में घटकों के मूल्य के आधार पर पूर्व निर्धारित किया जाता है तो इसका क्या मतलब है यहाँ इस मामले में यह FL के नीचे की और FH से ऊपर की सभी आवृत्तियों को पारित करेगा केवल FL और fH के बीच की सभी आवृत्तियों को रोक देगा इसका मतलब है आवृत्तियों का यह बैंड इसे पास करने की अनुमति नहीं देगासही अब इन दो कटऑफ आवृत्तियों के बीच किसी भी आवृत्तियों को देखा जाता है जिसका अर्थ है उन्हें रोक दिया जाता है इसमें दो पास बैंड हैं और एक स्टॉप बैंड नीचे बैंड फिल्टर की आदर्श विशेषताओं को दिखाया गया है तो यह बैंड पास नहीं हो सकता है लेकिन इस आंकड़े में दिखाए अनुसार बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर होगा तो बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर बैंड पास फ़िल्टर में हमने क्या देखा है हमने एक साधारण RC हाई पास फिल्टर के साथ संयुक्त RC लो पास फिल्टर देखा है जो एक साधारण फिल्टर बनाने के लिए है जो दो कटऑफ आवृत्तियों के दोनों ओर आवृत्तियों के एक बैंड को पारित करेगा बैंड पास फिल्टर के मामले में ये आंकड़े हैंसही हम इन RC फ़िल्टर को दूसरे प्रकार के फ़िल्टर बनाने के लिए भी संयोजित कर सकते हैं जो दो कटऑफ फ़्रीक्वेंसी के बीच दिए गए बैंड फ़्रीक्वेंसी को ब्लॉक या तनुकृत कर सकते हैं और इसे आपका बैंड रिजेक्ट या बैंड स्टॉप कहा जाता है फिर क्या आपने यहां देखा है कि आप पास बैंड देखते हैं स्टॉप बैंड गेन Vout और V द्वारा दिया जाता है हमारे पास डेसिबल में है और हमारे पास आवृत्ति है अगर यह लोगरिथमिक स्केल पर है तो हमें लिखना होगा कि यह लॉग है यदि यह नहीं है तो यह हर्ट्ज के रूप में लिखेगा बैंडविड्थ fH fL यह आपके सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है इसलिए यदि यह स्टॉप बैंड बहुत संकीर्ण है या अत्यधिक तनुकृत से बहुत कम दूरी पर आवृत्ति करता है जबकि अन्य सभी बैंडों को पार करते हुए इसे बैंड नॉच फ़िल्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अगर यह बैंडविड्थ होने के बजाय अगर मुझे बहुत संकीर्ण बैंड पसंद है फिर इसे बैंड नॉच फिल्टर कहा जाता है इसका कारण यह है कि आवृत्ति प्रतिक्रिया उच्च चयनात्मकता के साथ एक डीप नॉच था केवल आवृत्तियों के छोटे बैंड को रोक दिया जाता हैसही और यह एक डीप नॉच जैसा दिखता है और इसीलिए इसे तथाकथित बैंड नॉच फ़िल्टर कहा जाता है एक विशिष्ट बैंड रिजेक्ट फिल्टर रिस्पॉन्स यहां दिखाया गया है ठीक है जो इस फिगर में दिखाया गया है अब आगे देखते हैं इस फ़िल्टर विशेषताओं के परिवर्तन को आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि हम यहीं देख सकते हैं तो हम देखते हैं कि यह बैंड पास बैंड स्टॉप रिस्पांस लो पास रिस्पांस हाई पास रिस्पांस है और यहां यह सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है यह वह बैंड होगा जिसे अस्वीकार कर दिया गया है तो यह आसानी से बनाया जा सकता है मेरे पास एक लो पास फिल्टर है एक लो पास सक्रिय फिल्टर है मुझे बस इस बिंदु को साफ करने दें मेरे पास यह लो पास सक्रिय फिल्टर है मेरे पास हाई पास सक्रिय फिल्टर है मेरे पास एक एम्पलीफायर है हमने op amp को एक एम्पलीफायर के रूप में देखा है जिसे आप यहाँ R आउटपुट वोल्टेज देते हैं जो कि V1 R1 V2 R2 की तरह है यह आउटपुट RF RF यह एक RFV1R1 V2R2 है यह वही है जो हमने Vin मे देखा है तो यह मेरा Vout होगा इसलिए हमने लो पास और एक हाई पास सक्रिय फिल्टर देखा है जब मैं लो पास और हाई पास सक्रिय फिल्टर को समानांतर कनेक्शन में जोड़ता हूं जैसा कि आप समर में देख सकते हैं जिसे आप यहां देख सकते हैं और आपके पास पीक टो पीक और एक विशेष आवृत्ति के साथ एक इनपुट वोल्टेज है और हम प्रतिरोधों के विभिन्न मूल्यों का चयन करके एक नॉच फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिरोध और धारिता इस फिल्टर विशेषताओं के परिवर्तन को एक एकल लो पास और हाई पास फिल्टर सर्किट का उपयोग करके नॉन इनवर्टर वोल्टेज अनुयायी द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है इन दो फिल्टर सर्किट के आउटपुट को एक तीसरे opamp का उपयोग करके जोड़ा जाता है जिसे एक वोल्टेज समर कहा जाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन के भीतर opamp का उपयोग हमें वोल्टेज गेन को तरीके से पेश करने की अनुमति देता हैसही इसलिए क्योंकि हमने अब एम्पलीफायर का उपयोग किया है हम सिग्नल को भी बढ़ा सकते हैं और हम वोल्टेज में सुधार या गेन भी प्राप्त कर सकते हैं हम वोल्टेज गेन भी प्राप्त कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक एम्पलीफायर है यह एम्पलीफायर है यह कुछ भी नहीं है लेकिन यूनिटी गेन एम्पलीफायरहै यह यूनिटी गेन एम्पलीफायर हम एकnon inverting एम्पलीफायर में बदल सकते हैं और हम अभी एक वोल्टेज गेन पेश कर सकते हैं यह दोनों हैंएम्पलीफायर या एक वोल्टेज अनुयायी सही यह मेरा लो पास फिल्टर है यह मेरा हाई पास फिल्टर हैसही लेकिन ये वोल्टेज अनुयायी के बजाय सिर्फ वोल्टेज अनुयायी हैं अगर मैं एक non inverting एम्पलीफायर का उपयोग करता हूं या यदि एक inverting एम्पलीफायर का उपयोग करता हूं तो उन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है इस प्रकार हमें एक बैंड स्टॉप फिल्टर की आवश्यकता होती है यह 3 dB कटऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज और 10 किलो हर्ट्ज 10 dB का एक स्टॉप बैंड गेन आप आसानी से एक लो पास फिल्टर और एक हाई पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं इस आवृत्ति आवश्यकताओं के साथ और बस उन्हें एक साथ कैस्केड करना हैएक विस्तृत बैंड पास फिल्टर डिजाइन बनाने के लिए उसी तरह अगर मैं उन्हें एक समानांतर रूप में कैस्केड करता हूं तो मैं बैंड रिजेक्ट डिजाइन तैयार कर सकता हूं तो आइए अब हम 400 हर्ट्ज के लोअर कटऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ एक बेसिक वाइड बैंड RC बैंड स्टॉप फिल्टर को डिजाइन करते हैं तो fL 400 हर्ट्ज fH 2 किलो हर्ट्ज गेन2 क्या आप इस सूत्र को जानते हैं तोfH 1 2πR1C1 तो हम 400 हर्ट्ज प्राप्त करेंगे हमारे पास पहले से ही 400 हर्ट्ज हैं तो R 1 कुछ भी नहीं होगा लेकिन 4 किलो ओम अब उसी तरह fL 1 2πR2C2 तो हम पहले से ही जानते हैं कि FL 2 किलो हर्ट्ज़ या 2000 हर्ट्ज़ के बराबर है तोR2 कुछ नहीं होगा लेकिन 800 ओम तो हमने R1 का मान पाया है हमने R2 का मान पाया है हम C1 का मान पहले ही जानते हैं हम C2 का मूल्य पहले ही जानते हैं क्या आप जानते हैं यदि हां तो आप इसे C1 C2 जानते हैं फिर आप देखें कि यदि मैं C1 और C2 का मूल्य रखता हूं मुझे R1 और R2 का पता है और आप fH और fL जानते हैं तो मैं बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन कर सकता हूं तो अब और क्या दिया गया है आगे दिया गया है कि गेन 2 है सही तो मुझे एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के साथ बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिज़ाइन करने दें तोगेन 1 RfRi होगा RfRi 2 तो RfRi 1 या RfRI Rf Ri Ri 10 किलो ओम सही यदि RI 10 किलो ओम है सही और Rf भी 10 किलो ओम है तो मेरा सर्किट स्क्रीन पर जैसा मैंने दिखाया है वैसा होगा तो मेरे पास Rf है मेरे पास Ri है मैं Ri के मूल्य को डालकर मैं C1 प्राप्त कर सकता हूं मैं C2 प्राप्त कर सकता हूं मैं R1 प्राप्त कर सकता हूं मैं Rfजानता हूँमैं Ri2 जानता हूँमैं R3 जानता हूँ मैं Rfजानता हूँ इसलिए मैं अपने बैंड रिजेक्ट फिल्टर को आसानी से डिजाइन कर सकता हूं तो यह है कि मैं अपने बैंड रिजेक्ट फिल्टर को कैसे डिजाइन कर सकता हूं तो अब हम जो देख रहे हैं वह opamps का उपयोग कर रहा है हम एक बैंड पास फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं हम एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं हम हाई पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं हम एक लो पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं अब एक बार जब आप लो पास फ़िल्टर को जान लेते हैं तो आपका जीवन सुपर आसान हो जाता है क्योंकि विभिन्न संयोजन में लो पास और हाई पास का उपयोग करते हुएयह हमें बैंड पास फ़िल्टर देंगे या हमें बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर देंगे तो अब हमने यह भी देखा है कि हम बैंड पास के लिए सर्किट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हमने बैंड रिजेक्ट के लिए सर्किट को देखा है हमने बैंड पास के लिए कुछ समस्याओं को हल किया है और बैंड रिजेक्ट के लिए कुछ समस्या को हल किया है इसी तरह पिछले मॉड्यूल में आपने हाई पास के लिए कुछ समस्याओं को हल किया है हमने कुछ समस्याओं को लो पास के लिए हल किया है तो अब आपके लिए यह समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि फ़िल्टर कैसे काम करेगा तो बस इस व्याख्यान के लिए सभी मॉड्यूल से गुजरें और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बेहतर तरीके से समझेंगे कि फिल्टर कैसे काम करेंगे और हम कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके फ़िल्टर को ठीक से डिज़ाइन कर सकते हैं तो अगली कक्षा हम ऑसिलेटर के डिजाइन को देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें कई मॉड्यूल होंगे जिनकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायरोंopearational का उपयोग करके हम ऑसिलेटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ऑसिलेटर क्या हैं ऑसिलेटर किस तरह के हैं ऑसिलेटर के साथ क्या समस्याएँ आती हैं और ऑसिलेटर को हम कैसे ठीक से डिजाइन कर सकते हैं इसलिए तब तक आप क्या करते हैं आप बस इस व्याख्यान को देखें और समझें कि ये फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन किए गए हैं और यदि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या है तो आप निश्चित रूप से मंच के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं और मैं जल्द से जल्द आपको वापस लाने की कोशिश करूंगा तो आप ध्यान रखें इसे पढ़ें और मज़े करें बाय